हम टाइमिंग क्लोजर पर चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान में हम कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह स्थिर समय विश्लेषण कैसे काम करता है अब याद करते हैं कि हमने अपने आखिरी व्याख्यान के दौरान क्या उल्लेख किया था स्टेटिक टाइमिंग एनालिसिस स्थिर समय विश्लेषण एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके इस्तेमाल से आप कॉम्बिनेशन सर्किट नेटलिस्ट में सबसे खराब स्थिति में देरी का अनुमान लगा सकते हैं तो यह सर्किट नेटलिस्ट में एक डिजाइन में समय के उल्लंघन का पता लगाने के लिए विश्लेषण बहुत उपयोगी है ताकि हम अगले कदम पर जा सकें और उन उल्लंघनों को ठीक करने का प्रयास कर सकें तो हम इस व्याख्यान के साथ आगे बढ़ते हैं यहां हम शुरुआत में जो बात करते हैं वह यह है कि लगभग सभी डिजिटल आईसी सममित परिमित सेट मशीनें हैं हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं तो एक परिमित सेट मशीन कैसी दिखती है तो किसी भी परिमित सेट मशीन का मतलब है कि तुल्यकालिक अनुक्रमिक सर्किट को निम्नानुसार मॉडल किया जा सकता है आपके पास एक संयोजन सर्किट है आपके पास फ्लिप फ्लॉप का एक सेट है इसलिए मैं उन्हें अलग से दिखा रहा हूं तो कुछ प्राथमिक इनपुट आ रहे हैं ये प्राथमिक इनपुट हैं कुछ प्राथमिक आउटपुट पीओ आ रहे हैं कुछ आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जा रहे हैं तो इसे हम अगले चरण के रूप में कहते हैं और इसे हम वर्तमान चरण PS कहते हैं और एक क्लॉक है जो फ्लिप फ्लॉप को फीड करेगी सामान्य तौर पर इस मॉडल में यह माना जाता है कि क्लॉक एक आवधिक संकेत है जो इस तरह से जाता है मान लें कि इसे क्लॉक के सकारात्मक एज पर ट्रिगर किया गया है इसलिए क्लॉक के प्रत्येक सकारात्मक एज पर यहां और यहां इस चरण में परिवर्तन होता है तो चरण परिवर्तनों से क्या मतलब है आप इस क्लॉक के मौजूद होने के बाद एक विशेष नमूने के लिए देखते हैं मान ले कि इस समय के बाद कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट स्थिर हैं पीआई आ रहा है यह पीएस भी स्थिर है इसलिए कॉम्बिनेशन सर्किट में कुछ देरी होगी उस देरी के बाद यह कंप्यूटिंग पीओ और एनएस होगा और जब अगली एज आती है तो यह एनएस पहले से ही फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर होता है इसलिए जब अगली क्लॉक आएगी तो यह NS संग्रहित हो जाएगा और यह अब अगले चक्र के लिए PS बन जाएगा तो इस तरह से यह आगे बढ़ता है और फिर से इस क्लॉक की अवधि को न केवल कॉम्बिनेशन सर्किट में देरी द्वारा तय किया जाएगा बल्कि इस फ्लिप फ्लॉप की कुछ विशेषताएं यानि कि सेटअप और होल्ड टाइम भी तय किए जायेंगे अब एक कॉम्बीनेशन सर्किट के इस मॉडल को भी व्यक्त किया जा सकता है जैसे कि आप इसे समय पर नियंत्रित कर रहे हैं मान लें कि मेरे पास यह इनपुट हैं जो अनुक्रम में आ रहा है पहले I1 फिर I2 फिर I3 फिर I4 अब इस मॉडल में वे क्रमिक रूप से हर पुनरावृत्ति में आ रहे हैं मैं एक इनपुट लागू कर रहा हूं और आने वाला चरण वर्तमान स्थिति बन रहा है फिर मैं I2 फिर I3 फिर I4 और फिर इसी तरह आगे लागू करता जाता हूँ अब कभी कभी सिर्फ एक मॉडलिंग विश्लेषण के लिए न कि वास्तविक सर्किट बोध के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे उणरोलिंग कहा जाता है इसलिए हम इस पुनरावृत्ति संरचना को उणरोल करते हैं उदाहरण के लिए मैं इसे 3 बार उणरोल करता हूं इसलिए यहां मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह I1 I2 I3 ये ऐसे हैं जैसे कि एक ही समय में लागू होते हैं हम 3 3 3 विभाजित कर रहे हैं और इस चित्र में जो मैंने दिखाया है इसलिए यहां वास्तव में हमने 3 बार सर्किट को उणरोल किया है इसलिए यहां यदि आप वही सर्किट देखते हैं तो हम इसे 3 बार उणरोल कर चुके हैं तो पहली प्रतिकॉपी इसका आउटपुट फ्लिप फ्लॉप पर जाता है इसका आउटपुट दूसरी कॉपी पर आता है आउटपुट फ्लिप फ्लॉप पर जाता है इसका आउटपुट तीसरी कॉपी पर आता है अब जो मैंने नहीं दिखाया है वह यह है कि यहाँ इनपुट I1 आ रहा है इनपुट I2 आ रहा है यहाँ इनपुट I3 आ रहा है तो यहां एक क्लॉक में हम पिछले सर्किट में 3 क्लॉक का कार्य कर रहे हैं अब इस तरह के उणरोल हम अक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट में देरी से संबंधित चीजों को पकड़ने के लिए करते हैं और यह क्लॉक एज पर कैसे प्रभाव डाल सकता है तो बस उस विश्लेषण के लिए कभी कभी हमें इस तरह एक अनुक्रमिक सर्किट को उणरोल करना पड़ सकता है इसलिए जब हम क्लॉक की अधिकतम आवृत्ति के बारे में बात करते हैं जो तो आप इसे दिए गए सर्किट में हासिल कर सकते हैं तो 3 चीजें हैं जिन्हें हम संभवतः नियंत्रित कर सकते हैं अब यह सेटअप और होल्ड टाइम पर भी निर्भर करता है जिसका मैंने उल्लेख किया है कि सेटअप और होल्ड समय कुछ ऐसा है जिसे हम मानते हैं कि हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही इस स्टोरेज सेल को कुछ टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी से उठा रहे हैं जो पहले से ही डिज़ाइन किया गया है और पूर्व डिजाइन का मतलब है कि सेटअप और होल्ड समय पहले से ही निर्दिष्ट हैं इसलिए एक डिज़ाइनर के रूप में मैं इस सेटअप या होल्ड समय को अधिक लंबा या छोटा नहीं कर सकता हूं वे तय हो गए हैं लेकिन वो पैरामीटर जिसके साथ हम खेल सकते हैं हम गेट देरी को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम एक गेट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं यह गेट संक्रमण के कारण सिग्नल देरी से संदर्भित है गेट ट्रांज़िशन का मतलब है कि जब भी इनपुट में से कोई एक 0 से 1 या 1 से 0 में बदलता है तो गेट का आउटपुट कितने समय के बाद दिखाएगा कि ट्रांज़िशन हो रहा है वह ट्रांज़िशन के संदर्भ में गेट विलंब है इसी प्रकार तार विलंब जो इंटरकनेक्टिंग तारों के साथ संकेत प्रसार के अनुरूप है इसलिए हमने पहले देखा कि हम तार की देरी को नियंत्रित कर सकते हैं जैसे हम बफ़र डालकर एक तार की देरी को कम कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं और इसे छोटा कर सकते हैं लेकिन कभी कभी हम तार को लंबा करना भी चाहते हैं देरी को बढ़ा सकते हैं जैसे कि आप याद करते हैं क्लॉक नेट की रूटिंग के दौरान इस स्क्यू को समायोजित करने के लिए हमें तारों में से एक को धीमा करना पड़ सकता है तो फिर हमें कुछ करना होगा जिसे स्नैकिंग कहा जाता है किसी तरह का ज़िग ज़ैग रास्ता हम ले सकते हैं ताकि कुल लंबाई बढ़ जाए और देरी संतुलित हो जाए और तीसरा निश्चित रूप से क्लॉक स्क्यू कुछ ऐसा है जो अधिकतम क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी निर्धारित करता है और क्लॉक स्क्यू कुछ ऐसा है जो डिजाइन पर भी निर्भर करता है तो आपके पास एक बहुत अच्छी क्लॉक स्क्यू के साथ एक डिज़ाइन हो सकता है कुछ डिज़ाइनों के लिए बहुत छोटा है जहां यह काफी अधिक हो सकता है अब समय का अनुमान लगाने के लिए इस गेट देरी और तार देरी का अनुमान लगाने के लिए क्लॉक स्क्यू को आप अभी के लिए नज़रअंदाज़ कर रहे हैं इसलिए हम स्थैतिक समय विश्लेषण नामक एक प्रक्रिया करते हैं इसलिए इस विश्लेषण में जैसा कि मैंने कहा कि हम मानते हैं कि क्लॉक स्क्यू यहां गेट देरी और तार देरी की तुलना में नगण्य है क्लॉक स्क्यू पर हम अलग से विचार करेंगे इसलिए एक बार जब क्लॉक नेटवर्क को डिज़ाइन किया जा रहा होता है संश्लेषित किया जा रहा होता है तब ही हम क्लॉक स्क्यू को देखेंगे और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करेंगे लेकिन जब हम स्थैतिक समय विश्लेषण कर रहे हैं तो हम केवल गेट देरी और वायर देरी को देखते हैं आइए देखें कि स्थैतिक समय विश्लेषण क्या है यह प्रक्रिया वास्तव में क्या करती है स्थैतिक समय विश्लेषण पहला बिंदु जो आप देखते हैं कि यह केवल एक संयोजन सर्किट के लिए काम करता है न कि एक अनुक्रमिक सर्किट के लिए तो यह 2 भंडारण या फ्लिप फ्लॉप चरणों के बीच दी गई नेटलिस्ट का खंड लेता है यह एक शुद्ध कॉम्बिनेशनल सर्किट है यह सबसे खराब स्थिति में होने वाली देरी का अनुमान लगाता है मोटे तौर पर यह ऐसा है इसलिए इस प्रक्रिया के लिए मैं जो दृष्टांत दे रहा हूं यहां पर कॉम्बिनेशनल लॉजिक को डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाएगा डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ का अर्थ है एक ग्राफ जहां हर किनारों पर एक तीर होता है यह सिग्नल ट्रांजेक्शन की दिशा दिखाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है कोई निर्देशित चक्र नहीं है निर्देशित एसाइक्लिक का का मतलब कोई साइकिल ना होना है इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं आइए हम इस सर्किट को अलग से आकर्षित करें तो हमने इस तरह का एक उदाहरण लिया है यह एक सरल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसे हमने लिया है तो इनपुट हम इसे a b और c कहते हैं यह x है यह गेट y है यह z है यह w है और आउटपुट f है इसलिए हम यहां जो मान रहे हैं वह यह है कि हम केवल इस सर्किट के उदाहरण के संबंध में स्थैतिक समय विश्लेषण का वर्णन करेंगे मैं कहता हूं कि मैं समय की पहुंच को देखता हूं यह मेरे समय t को 0 के बराबर दर्शाता है हम मानते हैं कि कुछ संकेत संक्रमण ए बी और सी पर दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि सिग्नल में संक्रमण बिलकुल उस समय पर हो रहा है जब t की वैल्यू 0 के बराबर है b पर यह 1 से 0 या 0 से 1 हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सिर्फ 1 0 से 1 दिखा रहा हूं b पर यह या 0 पर भी है और मान लीजिए कि एक और टाइम स्केल यह बाद में 06 है इसलिए सी में संक्रमण थोड़ी देर बाद हो रहा है आप देख सकते हैं कि यह हमेशा हो सकता है क्योंकि ए बी सी पहले कुछ अन्य सर्किट से आ रहे हैं इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सभी इनपुट एक ही समय में बदलते रहेंगे तो पहली बात यह है कि स्टेटिक टाइमिंग विश्लेषण में हमें प्राथमिक इनपुट्स को यह कहकर एनोटेट करना होगा कि इनपुट कब ट्रांजिट कर रहे हैं या बदलने की स्तिथि में आ रहे हैं इसलिए इस उदाहरण में यदि आप देखते हैं तो यहां आप इसे ए बी सी मान रहे हैं ये इनपुट मैं उन्हें इस तरह दिखा रहा हूं 0 0 और 06 यह उस समय को इंगित करता है जिस समय इनपुट में संकेत संक्रमण होते हैं कुछ अन्य चीजें हैं जो हम हम मान कर चल रहे हैं हम इन गेटों के कुछ विलंब मान रहे हैं जो मैंने अंदर दिखाए हैं X विलंब 1 2 2 और 2 को देखें तो हम इस पर ध्यान दें और इस आरेख की देरी भी 1 है यह 2 है यह 2 है और यह 2 है केवल यही नहीं है कि हम इस आरेख पर केवल एनोटेट कर रहे हैं इंटरकनेक्शन तारों की देरी कुछ इकाइयों में यह 015 01 जैसी दिख रही है इसलिए मैं इस तरह की देरी भी दिखा रहा हूं तो यह देरी 01 है यह देरी 015 है यह 01 है यह 02 है यह x 2 है यह 01 है x 2 है यह 03 है यह 025 है और आउटपुट लाइन में देरी 02 है तो यह आपके स्थैतिक समय विश्लेषण उपकरण का इनपुट होगा इसलिए मैं केवल यही नहीं निर्दिष्ट करता हूं साथ ही मैं इनपुट आगमन समय 0 0 और 06 निर्दिष्ट करता हूं इसलिए मैं इनपुट आगमन समय निर्दिष्ट करता हूं मैं गेट देरी निर्दिष्ट करता हूं मैं तार विलंब निर्दिष्ट करता हूं अब आप समझ सकते हैं आप तार की देरी का वास्तविक अनुमान प्रदान कर सकते हैं बशर्ते आपने पहले से ही कुछ प्लेसमेंट कर लिया हो तो यह माना जाता है कि पहले से ही प्लेसमेंट किया गया है आपके पास इंटरकनेक्शन वायर देरी के कुछ बहुत अच्छे उपाय हैं जिसके साथ आप यह स्थिर समय विश्लेषण कर रहे हैं अब अगला कदम इसे एक डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना है तो यह ग्राफ प्रत्येक इनपुट और आउटपुट के साथ साथ प्रत्येक लॉजिक गेट के लिए एक वर्टेक्स होगा तो आप एक नकली स्रोत नोड s का परिचय देते हैं जहां से प्रत्येक इनपुट के लिए एक एज होगी और लॉजिक गेट कोने को देरी के साथ लेबल किया जाएगा और निर्देशित एज तार देरी का संकेत देंगे तो इस उदाहरण को देखें कि क्या होगा इस मामले के लिए हमें केवल काम करने की कोशिश करनी चाहिए तो यहां इनपुट्स ए बी सी हैं इसलिए मैं भी केवल ब्रैकेट में देरी का संकेत दे रहा हूं इसलिए प्राथमिक इनपुट में कोई देरी नहीं है ये प्राथमिक इनपुट हैं और मैंने एक डमी वर्टेक्स s शामिल किया है जिसमें से प्रत्येक प्राथमिक इनपुट के लिए एक एज होगी इसलिए मैं मान रहा हूं कि विलंब 0 0 और 06 हैं क्योंकि c पर पहुंचने का समय 06 है और b से x के लिए एक एज होगी जिसमें 1 की देरी है और यह वजन 01 है और फिर हमारे पास 2 की देरी के साथ y है इस तरह एक एज है जिसका वजन 01 है यहां से भी 015 वजन के साथ एक एज है फिर इसी तरह हमारे पास z है फिर दोबारा x से 2 के साथ हमारे पास एक 23 एज है और c से आपके पास एक 01 एज है और यहां पर आपके पास 2 की देरी के साथ एक गेट w है यह 025 है यह 02 है और अंत में f पर आउटपुट में कोई देरी नहीं है लेकिन यह इंटरकनेक्शन 02 है इस तरह यह दिए गए गेट स्तर नेटलिस्ट का डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ प्रतिनिधित्व है तो दिए गए गेट स्तर की नेटलिस्ट और आगमन के समय से आप इस तरह एक ग्राफ बनाते हैं अब आपका स्थैतिक समय विश्लेषण आपका उपकरण इस ग्राफ प्रतिनिधित्व पर काम करेगा यहां हम इस ग्राफ को दिखाते हैं वही ग्राफ जो मैंने खींचा था हम पहले इस ग्राफ का निर्माण करते हैं अब इस ग्राफ के संबंध में हम फिर कभी कभी गणना करते हैं पहली चीज़ को वास्तविक आगमन समय कहा जाता है नोड का वास्तविक आगमन समय यह वास्तव में इस प्रतीक से सम्बन्ध रखता है जो सही ढंग से नहीं आ रहा है v V से संबंधित है इसलिए दिए गए नोड के आगमन का समय v जो कि एक सेट V से संबंधित है जिसे v के वास्तविक आगमन समय के रूप में दर्शाया गया है v को क्लॉक चक्र की शुरुआत से मापने वाले बिंदु पर नवीनतम संक्रमण समय के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए यह एएटी एक अधिवेशन के रूप में नोड वी के आउटपुट पक्ष पर आगमन का समय रिकॉर्ड करेगा जैसे आप इस उदाहरण को देखते हैं इस s को देखते हैं तो हम कहते हैं s आगमन जैसा कुछ भी नहीं है यह एक डमी नोड है इसलिए मैं मान कर चलता हूँ कि यहां आगमन का समय 0 है मैं इस तरह दिखा रहा हूं A एक संक्रमण 0 समय पर होता है बी 0 समय पर पर होता है और सी 06 समय पर होता है यह पहले से ही है आइए हम दूसरों को देखें अब x की बात करें x की देरी 1 है और इनपुट b की देरी जो कि 0 समय पर 01 है तो यह 1 प्लस 01 होगा केवल 11 के बाद x का आउटपुट उपलब्ध होगा इसलिए मैं इसे 11 के साथ लेबल करता हूं अब एक बार मैंने इसे 11 के साथ समतल कर दिया है तो आप इस y को देखें तो 2 रास्ते हैं हमें दोनों रास्तों पर विचार करना होगा पहले रास्ते में यह 2 प्लस 015 यानि कि 215 होगा और इस रास्ते के साथ यह 11 प्लस 01 प्लस 2 होगा इसका मतलब है कि यह बड़ा है आप बड़ी संख्या 32 को रिकॉर्ड करते हैं इसी तरह z में 2 रास्ते हैं एक है 06 प्लस 01 प्लस 2 यानि कि 27 और दूसरा साइड 1 प्लस 01 03 2 जो कि 34 है 34 बड़ा है यह रिकॉर्ड करें यहां आओ फिर से 2 रास्ते हैं 32 प्लस 02 प्लस 2 या 34 प्लस 025 प्लस 2 यह बड़ा है यह 565 होगा और आउटपुट साइड में अंततः प्लस 02 यह 585 है इसलिए हरे रंग में मैंने जो कुछ भी दिखाया है आप वास्तव में गेट देरी और वायर देरी को मानते हुए प्रत्येक नोड पर सिग्नल संक्रमण के वास्तविक आगमन के समय प्राप्त कर रहे हैं यह सर्किट के माध्यम से एकल पास द्वारा किया जा सकता है तो इस प्रक्रिया की जटिलता वर्टिकल प्लस किनारों की संख्या होगी सर्किट के आकार में उस रैखिक से अधिक नहीं यह बड़े सर्किटों के लिए भी किया जा सकता है तो इस चित्र में यह दिखाया गया है कि आपने क्या काम किया है इसलिए जैसा कि मैंने कहा यह सभी वास्तविक आगमन समय के मान नीले रंग में दिखाए गए हैं इस आरेख में क्रम संख्या और किनारों की संख्या के क्रम में गणना की जा सकती है क्योंकि हमें हर बार एक बार वर्टेक्स पर जाना है हमें इस प्रक्रिया में एक बार हर किनारे को भी पार करना होगा आपको कुछ करना होगा जिसे एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहा जाता है फिर बाएं से दाएं की ओर आपको पीछे जाना होगा इस रैखिक समय की जटिलता के कारण स्थैतिक समय विश्लेषण का उपयोग बहुत बड़े सर्किटों के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है जिसमें लाखों गेट्स शामिल हैं तो यह समय की देरी और कुछ समय का उल्लंघन के बहुत जल्दी अनुमान के लिए एक आकर्षक उपकरण बन जाता है अब एक बार जब हम यह कर चुके होते हैं तो बस एक बार वापस जाते हैं तो इसलिए नोड वी के लिए यह वास्तविक आगमन समय वास्तव में औपचारिक रूप से इस तरह से जाता है इसलिए इसलिए अगर वहां बहुत ज़्यादा फैन इन नोड्स हैं मान लीजिये कि यू v के फैन इन से संबंधित है इसलिए उनमें से आप प्रत्येक के लिए उस नोड के वास्तविक आगमन समय पर विचार करते हैं और साथ ही तार की देरी अधिकतम वही लेते हैं जो हमने किया है इस तरह से आप AAT की गणना करते हैं अब आवश्यक आगमन समय अलग है खैर फिर से यह सम्बंधित होना चाहिए आवश्यक आगमन समय का मतलब है आप देखते हैं कि उपयोगकर्ता ने मेरे आउटपुट के आवश्यक आगमन समय को निर्दिष्ट किया है वह अधिकतम विलंब है मुझे न्यूनतम विलंब चाहिए तो उस मूल्य से मैं बैक ट्रेस कर सकता हूं और इससे आप पता लगा सकते हैं कि बाकी नोड्स के लिए आवश्यक आगमन समय क्या होगा AAT वास्तविक आगमन समय की गणना के लिए हमने मान लिया कि इनपुट परिवर्तन कब हो रहे हैं और वहां से हम गणना कर रहे हैं और दूसरे नोड में संक्रमण का पता लगा रहे हैं लेकिन आवश्यक आगमन समय के लिए हम रिवर्स तरीके से कर रहे हैं आउटपुट पक्ष पर मैं चाहता हूं कि 5 के टाइम यूनिट में आउटपुट स्थिर हो तो इसलिए पिछले चरण में जब यह स्थिर होना चाहिए जैसे कि आरएटी इसलिए RAT को हम उस समय के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा दिए गए नोड पर नवीनतम संक्रमण होना चाहिए यह सर्किट के लिए दिए गए क्लॉक चक्र के भीतर काम करने के लिए एक आवश्यक समयसीमा है अब एक बात यह है कि जब हम एएटी की गणना कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं प्रत्येक शीर्ष V के लिए हम इनपुट फैन इन्स को देख रहे हैं इसे हम u u1 u2 u3 इस तरह कहें तो आप यहां AAT मानों को देखते हैं और इसके साथ ही विलंब अधिकतम लेते हैं लेकिन जब आप आवश्यक आगमन समय की गणना कर रहे हैं तो हम रिवर्स तरीका करते हैं प्रत्येक शीर्ष पर V के लिए हम दूसरे दिशा को देख रहे हैं अगर कोई फैन आउट कनेक्शन है तो 3 का एक फैन आउट है मान लीजिए कि इसे u1 u2 और u 3 कहें अब यहाँ इसी तरह आप देखते हैं कि इन नोड्स के लिए आवश्यक आगमन समय क्या है इन पंक्तियों के विलंब को घटाएं और इस गेट की देरी को घटाएं तो RAT का मूल्य क्या होगा यहाँ ये न्यूनतम होंगे तो आवश्यक आगमन समय की गणना के लिए आपको न्यूनतम गणना करनी होगी क्योंकि जो भी पहले होगा उसके लिए आपको V की त्यार रखना है लेकिन इसके लिए आप अधिकतम देरी का अनुमान लगा रहे हैं आपको अधिकतम लेने की आवश्यकता है इसलिए परिभाषा को फिर से देखते हुए आप सिर्फ वही देख सकते हैं जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है AAT में अपस्ट्रीम इनपुट से कई रास्तों से निर्धारित किया गया है जो फैन इन में आ रहे हैं लेकिन आरएटी को फैन आउट साइड में कई रास्तों से निर्धारित किया जाता है इसे डाउनस्ट्रीम कहा जाता है तो RAT के लिए एक्सप्रेशन बस यही है आउटपुट का RAT मान नोड की देरी को घटाता है और आप उसको न्यूनतम लेते हैं तो आइए हम इसपे काम करने के लिए समान उदाहरण लेते हैं हम मानते हैं कि अंतिम नोड के लिए दिया गया RAT मान 55 है इसलिए मैं इस चित्र में मान रहा हूं मैं मान रहा हूँ कि RAT मान 55 है इसलिए लाल रंग में हम आरएटी यानि कि आवश्यक आगमन समय को चिह्नित कर रहे हैं तो देखते हैं कि अन्य नोड्स के आरएटी RAT मूल्य की गणना कैसे की जा सकती है इसलिए जब मैं यहां आता हूं तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं हम देखते हैं कि इस नोड का वजन 02 है इसलिए आउटपुट पर यह संकेत 53 समय पर तैयार होना चाहिए अभी यहाँ से जब तुम यहाँ आते हो तो देखते हो इसलिए आउटपुट में यह 53 था गेट की देरी 2 है इसलिए यह 5 अंक है यह एक 33 और 02 है तो यहाँ यह 31 पर आना चाहिए इसी तरह यहां 53 माइनस 2 33 है और 33 माइनस 025 305 है तो यहाँ यह 305 होगा तो इस तरह आप गणना पर जाते हैं तो यहां से आप माइनस 1 3 3 और इस 1 पर आते हैं यह 2 हो जाएगा लेकिन एक और रास्ता है तो आप दोनों पथ की गणना करते हैं जो एक छोटा है तो आप इस तरह से गणना करते चले जाते हैं तो यह 31 माइनस 2 होगा यह 2 होगा 01 माइनस 01 3 पॉइंट माइनस 2 यह 11 माइनस 1 से 1 होगा और यह पक्ष 305 माइनस 2 होगा यह 105 माइनस 03 होगा यह 075 होगा यह छोटा है तो यहां का मान 075 होगा यह छोटा न्यूनतम होगा इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं यह 32 माइनस 2 माइनस 015 यह 095 हो जाएगा इसी तरह यह 035 हो जाएगा आप देखते हैं कि यहां एक वैल्यू नकारात्मक होती जा रही है 075 माइनस 1 माइनस 01 और यहां यह 095 हो जाएगा और अंत में इस डमी नोड पर यह 035 है ये आवश्यक आगमन समय हैं तो अब हम उल्लेख कर रहे हैं कि हम आरएटी में से एएटी को घटाकर स्लैक का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए मैं यहां इस स्लैक गणना को दिखा रहा हूं अब स्लाइड पर वापस आते हुए प्रत्येक वर्टेक्स v के लिए जोकि वर्टीसेस के कैपिटल सेट से सम्बंधित है आवश्यकता यह है कि वास्तविक आगमन का समय आवश्यक आगमन समय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसलिए प्रत्येक नोड के लिए हम स्लैक के अंतर की गणना करते हैं तो स्लैक सकारात्मक हो सकता है स्लैक नकारात्मक हो सकता है स्लैक सकारात्मक का मतलब है कि सब ठीक है हम बाधा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर यह नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि समस्या है इसलिए एक नकारात्मक स्लैक के साथ सभी मार्ग महत्वपूर्ण पथ के रूप में संदर्भित होते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण मार्ग है हमें इसे बहुत ध्यान से देखना होगा और इसके समायोजन की कोशिश करनी चाहिए ताकि स्लैक फिर से 0 या सकारात्मक हो जाए इसलिए जो भी मार्ग नकारात्मक स्लैक वाला है यह हमारी पहचान का तरीका है कि कौन सा मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि लाखों रास्ते हो सकते हैं डिजाइनर यह नहीं बता सकते कि ये मेरे महत्वपूर्ण रास्ते हैं यह संभव नहीं है इसलिए स्थैतिक समय विश्लेषण आपको यह बताने का एक त्वरित तरीका देगा कि कौन से रास्ते महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वपूर्ण नहीं हैं तो यह आरेख वास्तव में संक्षेप में प्रस्तुत करता है तो वास्तव में मैंने क्या काम किया नीले रंग में इस आरेख में मैं वास्तविक आगमन समय दिखा रहा हूं इस भूरे रंग में मैं आवश्यक आगमन समय दिखा रहा हूं और लाल रंग में मैं स्लैक् दिखा रहा हूं यह एएटी माइनस है यह आरएटी माइनस एएटी है तो आप देखते हैं कि 2 नोड्स a और c के अलावा अन्य सभी नोड्स पर नकारात्मक स्लैक् हैं इसलिए मुझे अपने सर्किट में कुछ समायोजन करना होगा ताकि ये नकारात्मक स्लैक् फिर से सकारात्मक हो जाएं यही हम चाहते हैं लेकिन मेरा स्थिर समय विश्लेषण मुझे इस तरह का परिणाम देता है इसलिए आजकल आप जो अभ्यास करते हैं वह यह है कि न केवल संकेत संक्रमण और विलंब हम अलग से राइज टाइम और फॉल टाइम की तलाश करते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि मैंने अभी पिछले व्याख्यान के दौरान उल्लेख किया है जब भी एक गेट के आउटपुट में एक संकेत संक्रमण हो रहा है वास्तव में यह एक लोड क्षमता ड्राइव कर रहा है तो यह या तो नेटवर्क के पुल के माध्यम से चार्ज कर रहा है या पुल डाउन नेटवर्क के माध्यम से निर्वहन कर रहा है अब पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क के प्रतिरोध भिन्न हो सकते हैं जिसका अर्थ है अलग अलग राइज टाइम और फॉल टाइम तो जब एक सिग्नल 0 से 1 तक जा रहा है और 1 से 0 तक जा रहा है तो आवश्यक नहीं है कि देरी एक समान हो वे भिन्न भी हो सकती हैं तो वास्तविक रूप से आप कह सकते हैं कि देरी के विश्लेषण को अलग अलग सिग्नल संक्रमण पर अलग से विचार करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से गेटों को डिज़ाइन किया गया है वे देरी भी अलग अलग हो सकती हैं तो यह एक चीज है जिसे आपको अलग अलग राइज डिले और फॉल डिले पर विचार करना चाहिए और आप यह भी कर सकते हैं कि आपको सिंपल एनालिसिस में सिग्नल इंटीग्रेटेड एक्सटेंशन को शामिल करना चाहिए जिस पर हम अभी विचार करते हैं जिसका अर्थ है कि अगर पड़ोसी वायर बदलता है तो कुछ वायर पर कपलिंग की क्षमता होगी और यह वायर कुछ अतिरिक्त देरी भी कर सकता है तो आमतौर पर आपको कुछ खिड़कियां रखने की आवश्यकता होती है जिसका अर्थ है पड़ोस आपको कोशिश करनी चाहिए कि कौन से तार या कौन सी लाइनें एक दूसरे के पास हैं तो एक लाइन में संक्रमण दूसरी लाइन में देरी को प्रभावित कर सकता है इसके लिए मॉडलिंग की भी आवश्यकता है और एक अन्य विधि जिसे कभी कभी उपयोग में लाया जाता है उसे सांख्यिकीय स्थिर समय विश्लेषण कहा जाता है जिसका अर्थ है कि मैं तार और गेट देरी में कुछ मूल्यों को ठीक नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक सीमा दे रहा हूं मैं मान रहा हूं यह एक अनियमित चर है और एक संभावना वितरण द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करता है इसलिए संभावित रूप से मैं देरी और इन स्लैक की गणना कर रहा हूं तो यह एक सीमा देता है वास्तव में सटीक मूल्य नहीं यह मुझे एक सीमा दे सकता है इसलिए मोटे तौर पर बात करें तो स्थैतिक समय विश्लेषण एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है लेकिन यह कुछ कमियों से ग्रस्त है पहला यह है कि हम मानते हैं कि एक क्लॉक है और हम रजिस्टरों या फ्लिप फ्लॉप के जोड़े के बीच संयोजन सर्किट ब्लॉक पर समय विश्लेषण चलाते हैं तो अगर डिजाइन में अतुल्यकालिक उप प्रणालियां हैं तो डिजाइन में क्लॉक की आवश्यकता होती है इसलिए हम उन पर एक अवस्था लागू नहीं कर सकते दूसरे हम सभी रास्तों को एक समान मान रहे हैं इसका मतलब है एक मार्ग का निरंतर संवेदीकरण है हम बाद में इस पर भी ध्यान देंगे तो आप जो कह रहे हैं वह है हम सभी रास्तों पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बाधाओं को संतुष्ट करते हुए आरएटी एएटी की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ प्रेत बाधाएँ हो सकती हैं प्रेत आभासी हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता हम मानते हैं कि यह मार्ग बहुत लंबा है मैं इसे अनुकूलित करने की कोशिश करता हूँ लेकिन व्यवहार में ऐसा हो सकता है संकेत कभी भी उस पथ पर जाये ही नहीं इसलिए यदि आप उन रास्तों की पहचान कर सकते हैं तो हम उन्हें हमारी गणना से बाहर कर सकते हैं इसलिए हो सकता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से कुछ वास्तव में सही नहीं हैं तो इस तरह के 2 प्रकार हैं एक को झूठे रास्ते कहा जाता है जो कभी सक्रिय नहीं होते हैं और कुछ पथ बहु चक्र पथ हो सकते हैं जिसका मतलब है कि डिजाइनर जानबूझकर इस तरह से डिजाइन करते हैं कि 2 फ्लिप फ्लॉप सिग्नल संक्रमणों के बीच 2 अवधियों की आवश्यकता होगी 2 क्लॉक की अवधि ना की एक इन्हें कभी कभी मल्टी साइकिल पथ भी कहा जाता है इसलिए अपने अगले व्याख्यान में हम इनमें से कुछ ड्रा बैक और उन्हें कैसे सुधारना चाहते हैं इस पर विचार करेंगे धन्यवाद